उदाहरण 12 ज्ञात करे हल ध्यान दीजिए कि G के 2 क्रम का ध्रुव हैं s के मान पर तो यह 2क्रम के ध्रुव हैं तो यदि मुझे रेसिड्यू ज्ञात करना है उदाहरण 13 ज्ञात करे हल यह समाकल ज्ञात करने से पहले तो मुझे जो करने कि जरूरत है वो है कि मुझे देखना हैं कि कंटूर समाकल सही कार्य करता है तथा मुझे यह दिखाना होगा कि इससे मुझे यह हल प्राप्त होगा तो चलिए कंटूर को देखते हा तो ध्यान दीजिए कि इस स्थिती मे मेरा कंटूर तो मुझे समाकल बनाने दीजिए चलिए मुझे यहाँ वक्र बनाने दीजिए जिसका मुझे समाकल करना है तो यहाँ जो वक्र है मैं निम्न समाकल को करना चाहता हूँ विवरण के लिए स्लाइड को देखे माना कि यहाँ यह वक्र बनाते हैं जिसका मे समाकल करना चाहता हूँ तो यहाँ यह वक्र हैं मैं जिसका समाकल करना चाहता हूँ वह निम्न है तो यह अक बिन्दु c है तथा यह बिन्दु R से R तक हैं जहां R का मान -R से R है जहां यह से तक जाता हैं तथा ध्यान दीजिए कि इस प्रतिलोम ट्रांसफोर्म मे मेरे पास वर्गमूल फलन हैं और हमारा फलन हैं तो फलन s हर में है तो बिन्दु 0 पर s का मान 0 होगा यह प्रथम क्रम का ध्रुव है क्योकि यह हर में आ रहा है और साथ ही यह शाखा बिन्दु भी है ऐसा क्यो हैं क्योकि ध्यान दीजिए की हमारे पास वर्गमूल फलन अंश मे है और जैसे ही हमारे पास अक वर्गमूल फलन हैं हम जानते है की s के मान में ऋणात्मक वास्तविक अक्ष अचानक तीव्र परिवर्तन होता है तो ऋणात्मक वास्तविक अक्ष पर तीव्र परिवर्तन के साथ असांतत्यता है तो 0 प्रथम क्रम का ध्रुव है तथा s का मान 0 होने पर एक शाखा बिन्दु है तो यदि हम यह कंटूर बनाते है तो हम इस का मान ज्ञात कर सकेगे साथ ही इस शाखा कट को भी छोड़ पाएगे और इस कंटूर को पूरा करेगे तो तब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ यह 5 समाकल है जो मुझे ज्ञात करने है मुझे अक रेखा समाकल L ज्ञात करना है तो मानते है कि यह मेरा समाकल है तो मेरा समाकल होगा अब काउची'स रेसिड्यू प्रमेय के अनुसार क्योकि इस फलन की कंटूर के अंदर कोई विचित्रता नहीं है अतः यह इस संवर्त वक्र मे विश्लेषिक फलन होगा तो काउची'स रेसिड्यू प्रमेय के अनुसार इस समाकल का मान 0 होगा तो मैं जनता हूँ की यह वो समाकल है जिसे हमे हल करना हैं जैसा की आप देख प रहे है अब चलिए दूसरे समाकल को देखते है तो समाकल को गामा के परीतः करेगे तो गामा वक्र पर यह रेखा समाकल का वक्रिय भाग है चलिये मैं चर s लेता हूँ तो s इस तरह से परिवर्तित होता है की यह गामा पर रहता है तथा इसका अधिकतम मान R तथा न्यूनतम ऋणात्मक R हो सकता हैं On P P पर तो इस स्थिती में गामा के परीतः हमारा समाकल यदि मैं s के मान के को जोड़ू तथा तब बहुत छोटे मान ds का मान R हैं जो की अचर है हम इस अचर R की सीमा को अनंत की ओर लेजते है क्योकि यह वह चार है जो s के साथ परिवर्तित होता हैं तो s का अवकल थीटा के सापेक्ष तो जब हम इसको इस समाकल मे प्रतिस्थापित करते हैं तो मेरे पास इस समाकल मे कुछ ऐसा होगा जेसा की मैं देख सकता हूँ की समाकल के अंदर का वास्तविक भाग ऋणात्मक हैं तो जेसा की हमने लिया हैं तो चलिये मैं अपनी बात को दोहरा देता हूँ तो गामा वक्र पर मेरा समाकल इस प्रकार हैं कि इस समाकल के वास्तविक भाग का वास्तविक भाग हैं तो मैं इसे वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग मे तोड़ सकता हूँ वास्तविक भाग इस प्रकार हैं कि यह ऋणात्मक हैं तथा जब हम R कि सीमा को अनंत लेते हैं तो सीमांत परिस्थिति मे यह वास्तविक भाग शून्य होजाएगा तथा शुरुआत करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास एक चरघातांकी फलन हैं तो हमारे पास अक चरघातांकी फलन हैं s से विभाजित कुछ गुणांक के साथ तथा जब हम अपना प्रतिस्थापन करते हैं तो यह निम्न बन जाता हैं यह e कि घात कुछ वास्तविक तथा e कि घात कुछ काल्पनिक का योग बन जाता हैं यह प्रदर्शित किया जा सकता हैं कि चरघातांकी फलन का वास्तविक भाग ऋणात्मक हैं तथा जब r का मान अनंत कि ओर जाता हैं तो यह 0 हो जाता हैं तो इस गामा वक्र पर समाकल का मान 0 प्रदर्शित किया जा सकता हैं तथा जॉर्डन'स लेमा कि मदद से हम हम देख सकते हैं कि वक्रिय भाग पर यह 0 होगा अब चलिये हम रेखा L1 पर समाकल को देखते हैं तो मैं इस वक्र को पुनः बनाता हूँ तो मैं यह वक्र पुनः बनाता हूँ तो मेरे पास निम्न हैं तो मैं मेरा कंटूर बदता हूँ तो यह रेखा L1 हैं तथा यह रेखा L2 हैं यह गामा हैं यह रेखा L हैं और यह छोटा गामा हैं तो चलिए मैं L1 पर एक ओर चर s लेता हूँ तो इस बार हम ऋणात्मक अनंत से 0 की ओर जाते हैं तो L1 पर L2 पर तो मैं चरो को बदल सकता हूँ मैं x को से बदल देता हूँ तो की जगह मैं इसे x से बदल दूँगा तो L1 तथा L2 के योग के रूप का यह समाकल निम्न रूप मे बदल जाता हैं और तब अंततः तो मुझे क्या मिलता हैं तो मीने L पर मान निकाल लिया हैं तो यह मेरा हल हैं जो मैं चाहता था तथा मेने बड़े गामा पर समाकल का मान ज्ञात कर लिया हैं तथा मेने यह दिखा दिया हैं कि यह 0 हैं मेने L1 तथा L2 के योग पर भी समाकल ज्ञात किया है तथा मेने प्रदर्शित किया हैं कि और तब मुझे यह देखना होगा कि छोटे गामा छोटे वक्र पर समाकल क्या हैं तो पुनः मैं इस वक्र जल्दी से को बनाता हूँ तो मेरे पास यह चीज हैं तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो यह मेरा वक्र हैं L पर यह गामा पर तथा यह वक्र हैं छोटे गामा का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो गामा के परीतः समाकल से मुझे मिलता हैं तो अंततः मुझे L1 तथा L2 पर परिणामो को कुछ ओर परिशुद्ध करना होगा तो ध्यान दीजिए कि मेरे पास यह हैं तो चलिए मैं थोड़ासा हटता हूँ क्योकि मैं इस समाकल का मान भी ज्ञात करना करना चाहता हूँ तो मैं हमारे सवाल से थोड़ा हटना चाहता हूँ और मैं यह देखना चाहता हूँ कि इस समाकल का मान 0 से अनंत तक क्या होता हैं ध्यान दीजिए कि यह हमारा वास्तविक अक्ष पर मानक समाकल हैं तो मैं इस समाकल पर ध्यान दुगा तो मैं जनता हूँ कि मान I हैं चलिए इसे अल्फा तथा बीटा मानते हैं जो कि धनात्मक हैं तथा मैं जानता हूँ कि यह बराबर हैं तो यह मानक कलन से प्राप्त होता हैं तो छात्र जो यह देखना चाहते है कि हमे यह कहाँ से प्राप्त हुआ है वह अल्फा कि घात x को y से प्रतिस्थापित करे तथा उसके बाद खण्डसह समाकल का प्रयोग एक फलन को प्रथम तथा एक ओर फलन को दूसरा फलन लेकर करे तो आपको यह परिणाम प्राप्त होजाएगा तो यह मेरा परिणाम I हैं तो मैं चर के सापेक्ष समाकलन करुगा तो पुनः वापस आते है ध्यान दीजिए मेरे L1 पर समाकल पर तो मैं अपने सवाल पर वापस आता हूँ मेरे L1 तथा L2 पर समाकलन पर हल तो अंततः जब मुझे सारे समाकलों को मिलना हैं तो मेरे पास जो हल आता हैं वह है L पर समाकल गामा पर समाकल L1 पर समाकल L2 पर समाकल तथा बड़े गामा पर समाकल का योग जो कि मेने प्राप्त किए थे तो इन्हे आपस मे जोड़ने पर मुझे 0 मिलता हैं तो मुझी मिलता है कि काउची'स रेसिड्यू प्रमेय सही हैं तो चलिए इस बिन्दु पर मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ अगले व्याख्यान मे मैं आपको कुछ उपयोगी परिणाम प्रदान करुगा जैसे कि ताऊबेरियन प्रमेय या वट्सोंस लेमा जो हमारी इन प्रतिलोम ट्रान्स्फ़ोर्म्स को अच्छे या सटीक से फलन के रूप मे ज्ञात करने मे मदद करेगे बहुत बहुत धन्यवाद